तो अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण सर्किट थेओरेम्स पर चर्चा की है जो नॉर्टन थ्योरम Nortons theorem थेवेनिन थ्योरम Thevenins theorem और सुपरपोज़िशन थ्योरम थे तो अब आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए कई स्थितियों में सर्किट को लोड को पावर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए वोल्टेज और करंट का पता लगाने के बजाय हम उस पावर के बारे में अधिक चिंतित हैं जिससे लोड की आपूर्ति की जा रही है इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम में ऐसे अनुप्रयोग हैं जहां लोड को मैक्सिमम पावर की आपूर्ति करना वांछनीय है तो हमारे पास क्या है हमें यह करना होगा कि दिए गए सिस्टम के लिए इंटरनल लॉस ज्ञात होने पर लोड को मैक्सिमम पावर पहुंचाने की इस समस्या का समाधान करना होगा अब एक महत्वपूर्ण बात जिसे आपको ध्यान में रखना है जब आप सिस्टम में मौजूद इंटरनल लॉस को देखते हैं और यदि आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लागू करते हैं तो इसका मतलब है कि इंटरनल लॉस महत्वपूर्ण होंगे यह कैसे होगा जब हम विस्तार से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर चर्चा करेंगे हम इस विशेष घटना को समझेंगे अब थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent जो हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था का उपयोग लीनियर सर्किट में मैक्सिमम पावर का पता लगाने के लिए किया जाएगा इसलिए यदि आपके पास 2 टर्मिनल नेटवर्क है और आपने जो भी नेटवर्क देखा है वह लीनियर नेटवर्क है इसलिए इस नेटवर्क को थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent में बदला जा सकता है जिसे हमने पहले ही देखा है जब हमने थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent की चर्चा की इसलिए अब हमारे पास जो भी नेटवर्क है हम उसके एक्विवैलेन्ट थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अब टर्मिनलों पर हमने थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent का उपयोग करते हुए पाया है कि हमें लोड जोड़ना है फिर हमें यह पता लगाना होगा कि इस नेटवर्क द्वारा किस हालत में लोड पर मैक्सिमम पावर की आपूर्ति की जाएगी इसलिए जो हम यहां मान रहे हैं वह यह है कि लोड वेरिएबल है इसलिए हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन के अनुसार लोड को ट्यून कर सकते हैं तो अब यदि आप उस सर्किट को देखते हैं जिसमें नेटवर्क का थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent है और फिर जुड़ा हुआ वैरिएबल लोड है तो उस स्थिति में पावर क्या होगी पावरहोगी इस स्थिति में रेजिस्टेंस R होता है क्योंकि हम इस रेजिस्टेंस द्वारा डिसिपटेड पावर का पता लगाते हैं तो करंट का मान होगा फिर द्वारा गुणा किए गए करंट का वर्ग पावर का कुल मूल्य होगा जो लोड को डेलिवर किया जाएगा अब यदि आप देखते हैं कि यह विशेष समीकरण और फिक्स्ड है क्योंकि यह एक विशेष समय पर नेटवर्क के बराबर है तो उस विशेष उदाहरण के लिए और का मान निश्चित रहेगा केवल एक चीज जो इस सर्किट में वेरिएबल है वह है तो अब यदि आप के मान को 0 से इंफाइनेट तक भिन्न करते हैं और आप लोड द्वारा नेटवर्क द्वारा आपूर्ति की गई पावर के मूल्य को मापते हैं तो आप एक कर्व बना सकते हैं जो इस आकृति में दिखाया गया है जैसा दिखाई देगा इसलिए जब आप के मूल्य में वृद्धि करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि इस विशेष लोड के लिए आवश्यक पावर बढ़ रही है और अब एक विशेष पल में पावर मैक्सिमम होगी और उसके बाद पावर का मूल्य फिर से कम करना शुरू कर देगा भले ही का मूल्य बढ़ रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक उदाहरण है जिस पर लोड करने के लिए मैक्सिमम पावर की आपूर्ति की जाएगी और अब हमें क्या करना है यह पता लगाना होगा कि किस शर्त के तहत या इस का मूल्य क्या होगा जिस पर नेटवर्क द्वारा लोड पर मैक्सिमम पावर पहुंचाई जाएगी अब पावर दिया गया है अब आइए हम उन मूल्यों का पता लगाने की कोशिश करें जिन्हें हमने देखा है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच बदल रहा है जिस मूल्य पर मैक्सिमम पावर होती है वह है यदि आप यह चित्र देखते हैं तो लोड के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के मूल्य पर होता है जो के बराबर है इसलिए इस विशेष नेटवर्क में जब का मूल्य थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है हम इसे पावर P की मदद से पाते हैं जिसकी गणना हमने अभी की है अब देखते हैं कि हम कैसे कहेंगे कि के बराबर है इसलिए हमें यह जानने की जरूरत है कि आपको क्या करना है आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जो यहां p के रूप में दिया गया है इसलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को साबित करने के लिए हमें क्या करना है हमें p को अलग करना होगा जो कि के संबंध में इस समीकरण में दिया गया है और फिर यह पता लगाने के लिए कि क्या हम मैक्सिमम मूल्य पर पहुंच गए हैं या नहीं हमें सेट करना है इसलिए हमें के संबंध में पावर p को अलग करना होगा जो इस विशेष समीकरण में एकमात्र वेरिएबल है इसलिए अब यदि हम पावर समीकरण को डिफरेंशिएट करते हैं इसलिए जब आप इसे 0 के बराबर सेट करते हैं तो आपको संख्यात्मक शब्द मिलते हैं जो कि है इसलिए और अंत में आपको मिलता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होता है जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है जो हमने तब प्राप्त किया था जब हमने के संबंध में पावर p का डेरिवेटिव लिया था जो वेरिएबल है और अब जैसा कि हम जानते हैं कि उस स्थिति में जब डेरिवेटिव होता है तो मान जो हम प्राप्त करते हैं यदि आप उस मूल्य को पावर p में आपूर्ति करते हैं तो पावर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है अब हमें यह पता लगाना होगा कि क्या जो स्थिति हमारे पास है वह डेरिवेटिव लेने की मदद से प्राप्त हुई है या नहीं इसलिए हमें जो करना है उसे के संबंध में पावर को दोगुना करना होगा और यह साबित करना होगा कि यह 0 से कम है इसे स्लाइड में दिखाया गया है कि आप का डबल डिफरेंशियल 0 से कम हो और इसलिए जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर है मैक्सिमम पावर लोड में ट्रांसफर की जाती है तो इसलिए जब हम पावर समीकरण में के मूल्य को प्रतिस्थापित करते हैं जिसकी हमने अभी गणना की है अर्थात मैक्सिमम पावर जो नेटवर्क लोड को ट्रांसफर करेगा वह और गौर करने वाली बात यह है कि यह मान तभी मान्य होगा जब है इसलिए जब का मूल्य या तो से अधिक है या से कम है तो हमें लोड को ट्रांसफर की जाने वाली पावर का पता लगाने के लिए के पारंपरिक सूत्र का उपयोग करना होगा अब यदि को सर्किट लॉस के रूप में दर्शाया जाता है तो यदि आपके पास इस तरह का नेटवर्क है और आप इस बाहरी टर्मिनल ab पर लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा यदि इस नेटवर्क को थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent के रूप में दर्शाया जाता है लेकिन का मान जो हम यहां देख रहे हैं कि नेटवर्क में कुल लॉस के अलावा और कुछ नहीं है और फिर यदि आप लोड को मैक्सिमम पावर की स्थिति से जोड़ते हैं हालांकि लोड को सोर्स से मैक्सिमम पावर प्राप्त होगी लेकिन लॉस भी मैक्सिमम होगा इसीलिए सिस्टम में लॉस होने पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति उपयोगी नहीं होगी तो उस स्थिति में लॉस जो कुछ भी हम सिस्टम में प्राप्त करते हैं वह लोड द्वारा अब्सॉर्ब की जाने वाली पावर के बराबर होगा तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सोर्स से मैक्सिमम पावर लेने और लोड को मैक्सिमम पावर देने के बीच एक अलग अंतर है अब जब लोड आकार होता है जैसे कि थेवेनिन रेजिस्टेंस नेटवर्क रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो यह उस नेटवर्क से मैक्सिमम पावर प्राप्त करेगा लोड रेजिस्टेंस में कोई भी बदलाव चाहे वह थेवेनिन रेजिस्टेंस के संबंध में बढ़ रहा हो या घट रहा हो यह उस पावर को कम कर देगा जिसे लोड तक पहुंचाया जाएगा तो दूसरे छोर पर हम अब कह सकते हैं कि हम मैक्सिमम संभव करंट को लेकर वोल्टेज सोर्स से मैक्सिमम पावर संभव पावर लेते हैं इसलिए यह स्थिति थी जब हम कहते हैं कि सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर प्रदान कर रहा है अब देखते हैं कि सोर्स से मैक्सिमम पावर लेने का क्या अर्थ है इसलिए जब आप सोर्स से मैक्सिमम पावर लेना चाहते हैं तो आप सोर्स से मैक्सिमम संभव करंट लेना चाहते हैं कि यह कैसे प्राप्त किया जाएगा यह केवल टर्मिनलों को शार्ट करके प्राप्त किया जाएगा क्योंकि केवल उसी स्थिति में सोर्स द्वारा मैक्सिमम करंट डेलिवर किया जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा आप प्रभावी रूप से 0 पावर को लोड पर डेलिवर करेंगे क्योंकि उस स्थिति में R का मान 0 है क्योंकि आपने टर्मिनलों को शार्ट सर्किटेड किया है तो अब आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पावर लेने और लोड को मैक्सिमम पावर देने के बीच एक अलग अंतर है इसलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तब लागू होता है जब आप कहते हैं कि सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर प्रदान कर रहा है जब हम कहते हैं कि मैक्सिमम पावर लेने का मतलब है कि उस स्थिति में आप बस सोर्स टर्मिनलों को शार्ट कर रहे हैं और सोर्स से आउटपुट करंट को मैक्सिमम कर रहे हैं अब एक और महत्वपूर्ण बात जिसे आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम को कभी कभी गलत समझा जाता है ऐसा क्या होता है कि आम तौर पर हमने पावर अब्सॉर्प्शन को मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमम लोड का चयन करने के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को डिज़ाइन किया है लेकिन अगर लोड को फिक्स्ड किया गया है तो इसका मतलब है अगर लोड रेजिस्टेंस पहले से ही निर्दिष्ट है तो मैक्सिमम पावर थ्योरम मदद करने में सक्षम नहीं होगा क्यों क्योंकि आपने लोड का मूल्य फिक्स्ड किया है जो कि आपका है अब वेरिएबल कम्पोनेंट के बजाय फिक्स्ड किया गया है तो आपका कहीं भी नेटवर्क कंपोनेंट्स द्वारा संचालित होता है तो आपका और पहले से फिक्स्ड है अगर भी फिक्स्ड हो गया है तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति नहीं पा सकते हैं तो उस तरह से यदि लोड रेजिस्टेंस पहले से ही निर्दिष्ट है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पकड़ नहीं करेगा अब किसी भी संयोग से मान लें कि यदि आप को एक वेरिएबल के रूप में बनाते हैं तो उस स्थिति में नेटवर्क का एक्विवैलेन्ट रेजिस्टेंस जब आप लोड के बराबर सेट करना चाहते हैं तो यह हमेशा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर स्थिति की गारंटी नहीं देगा क्योंकि व्यावहारिक स्थिति में क्या होता है नेटवर्क में कुछ लॉस कम्पोनेंट भी होंगे इसलिए उपलब्ध लॉस कंपोनेंट्स के कारण हमारे पास उन कंपोनेंट्स में पावर लॉस है और उस स्थिति में सर्किट जिसे आप एक थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent के रूप में देखते हैं मैक्सिमम पावर की स्थिति की पहचान करने में मदद करने में सक्षम नहीं होगा क्यों कि एक कम्पोनेंट होगा जो हमेशा एक लॉस कम्पोनेंट होता है और यह कम्पोनेंट आपको वह स्थिति नहीं देगा जिसके तहत आपके पास है तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि व्यावहारिक परिदृश्य में आपको हमेशा यह देखना होगा कि सर्किट में पावर लॉस है या नहीं अब एक उदाहरण की मदद से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को समझते हैं तो हमारे पास चित्र में दिए गए सर्किट हैं अब हमें मैक्सिमम पॉवर ट्रांसफर का पता लगाना होगा कि हमें मैक्सिमम पॉवर ट्रांसफर किस मूल्य पर मिलता है तो पहला कदम क्या है पहला कदम इस सर्किट के थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent को खोजने के लिए होगा जो कि टर्मिनलों ab पर छोड़ दिया जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको पहले वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना होगा ताकि आप थेवेनिन रेजिस्टेंस के मूल्य का पता लगा सकें इसलिए अब यदि आप सर्किट को देखते हैं जब आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ओपन सर्किट करंट सोर्स 6 ओम रेजिस्टेंस 12 ओम के पैरेलल होगा और ये 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो का मूल्य क्या होगा अब अगला कार्य का मान ढूंढना है जो कि थेवेनिन वोल्टेज है अब जब आप सर्किट को देखते हैं तो सोर्सेज को सर्किट में वापस रखकर आप देखेंगे कि सर्किट में 2 मेष होंगे तो हम कहते हैं कि मेष 1 में मेष करंट है मेष 2 में मेष करंट है और टर्मिनलों ab पर वोल्टेज है अब उस स्थिति में यदि आप सर्किट देखते हैं तो 2A अब यदि आप इस विशेष मेष के लिए KVL लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यदि आप के मान को पहले समीकरण में रखते हैं और इसको सरल बनाते हैं इसके बाद आपको केवल इस चित्र से देखना होगा कि करंट सोर्स पर वोल्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि 2ohm रजिस्टर में कोई करंट प्रवाह नहीं होगा क्योंकि यह खुला सर्किट है तो वोल्टेज करंट सोर्स पर होगा तो आप इस मामले में क्या लिख सकते हैं यदि आप इस विशेष सेगमेंट में KVL लागू करते हैं तो आपको यह मिलता है तो अब आपको का मान मिला है और आपके पास का मान 9 ओम है तो आपके थेवेनिन एक्विवैलेन्ट Thevenins equivalent सर्किट के बराबर 9 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में 22 वोल्ट होगा और फिर आपने लोड से जोड़ा और अज्ञात किया है अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का उपयोग करके आप क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर केवल तभी ट्रांसफर की जाएगी जब 9 ओम रेजिस्टेंस लोड के बराबर है जो कि है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर स्थिति के तहत 9 ओम होगा इसलिए इसके साथ हम आज के सत्र का समापन करेंगे हम अगली कक्षा में भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे जहाँ हम सर्किट में उपलब्ध डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे आप मैक्सिमम पावर की गणना कैसे करेंगे जो लोड में ट्रांसफर की जाएगी धन्यवाद